आइए हम कुछ प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दें प्रैक्टिकल्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी हैं और हम 2 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे पहला है कि कैसे हम मेजर करेंगे IV करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ PV माड्यूल और PV पैनल्स ऑस्किलोस्कोप का प्रयोग करके अगला सवाल जिसका हमें जवाब देना है और देखना है कि हम प्रैक्टिकल रूप से कैसे PV मॉड्यूल का अनुकरण किया जाए अब आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे PV मॉड्यूल के साथ अधिकांश प्रयोग आप रात के समय या उस समय करना चाहेंगे जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है और यहां तक कि सुबह के समय जब सूर्य होता है तब इंसुलेशन अलग अलग होता है इसलिए PV मॉड्यूल का आउटपुट अनिश्चित है इसलिए विशेष रूप से PV मॉड्यूल से संबंधित प्रयोग एवं अनुसंधान कार्य के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो PV मॉड्यूल की तरह आउटपुट दे परंतु आप उसका उपयोग दिन के किसी समय कर सकते हैं जो यूटिलिटी से पावर ले रहा है इसलिए PV मॉड्यूल का अनुकरण करना जरूरी है इसलिए हम टीवी मॉड्यूल के अनुकरण के कुछ तरीकों को देखेंगे जिससे हम अपने प्रयोग कर सकें आइए अब हम एक PV पैनल की IV करैक्टेरिस्टिक्स को देखें अब हम इस PV वाली सर्किट को खींचते हैं और प्रोटेक्शन डायोड को सीरीज में सीरीज प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं और बायपास डायोड पार्लर प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं अब हमारे पास PV मॉडल है जिसमें प्रोटेक्शन सर्किट लगी हुई है इसलिए अभी इसे दो टर्मिनल के साथ समाप्त करें तो यही PV मॉड्यूल के टर्मिनल हैं इसी PV मॉड्यूल के टर्मिनल में एक्सटर्नल लोड जोड़िए और लोड के साथ सीरीज में एक छोटा सा रजिस्टेंस जोड़िए जिसको कहते हैं Rsense जो करंट का पता लगाएगा अब जो वोल्टेज R0 के ऊपर मिला है उसे VT कहते हैं और R0 एक वेरिएबल रजिस्टेंस है जिसे हम Rheostat कहते हैं अब रजिस्टर Rsense से बहने वाली करंट को मापना है जिससे Vsense का पता लगाया जा सके और Vsense क्या है अगर अब आपके पास करंट iT है तो Vsense कुछ नहीं बल्कि iT x Rsense होगा इसलिए Vsense प्रोपोर्शनल होगा iT के अगर Rsenseआपको पता है तो आप IT का पता लगा सकते हैं जो कि टर्मिनल करंट है अब इस सर्किट के लिए एक टेबल बनाएं और IV कैरेक्टरिस्टिक का पता लगाएं यह IV करैक्टेरिस्टिक सीधे तौर पर oscilloscope में नहीं दिखती है इसलिए आपको पहले टेबल बनाना होगा तब उसे प्लॉट करना होगा आइए टेबल बनाएं हमें टेबल में क्या बनाना है सीरियल नंबर R0 जो बदलता रहेगा VT Vsense और iT जोकि Vsense and Rsense के ऊपर डिपेंड करेगा तो इस टेबल का प्रयोग करके हम VT वर्सेस iT का ग्राफ बना सकते हैं उस बने हुए करैक्टेरिस्टिक्स से आप fill factor efficiency और पावर वर्सेस वोल्टेज curve का पता लगा सकते हैं लेकिन यह एक ऐसा प्रयोग है जो आपको DC वैल्यू देगा और आप उसको सीधे तौर पर oscilloscope मैं नहीं देख सकते क्योंकि वहां पर कोई स्वीप वोल्टेज नहीं होगा जैसा आप उम्मीद करते हैं पर हम सिमुलेशन करते समय स्वीप वोल्टेज सोर्स लगाते हैं और वह निश्चित तौर पर सीधे हमें प्लॉट देता है oscilloscope से अब हम उस प्रयोग को बाद में देखेंगे पर इस प्रयोग के लिए सीधे तौर पर आपको टेबल बनानी होगी और खुद से ग्राफ प्लाट करना होगा octave की तरह जहां आप दो वेक्टर ले सकते हैं VTऔर iTऔर ग्राफ बना सकते हैं आइए अब हम एक विधि देखें जहां पर हम IV करैक्टेरिस्टिक्स oscilloscope पर देख सकेंगे उसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें PV मॉड्यूल सीरीज और पार्लर प्रोटेक्शन डायोड के साथ के साथ होगा अब उसको दो टर्मिनल के साथ समाप्त करते हैं अब टर्मिनल के ऊपर लोड नहीं बल्कि एक वोल्टेज सोर्स बनाइए जैसा कि हम सिमुलेशन में कर रहे थे और तब सीरीज रेजिस्टेंस जिसको Rsense कहते हैं इसे लगाइए जोकि आपको करंट iT को मापने में सहायता करेगा टर्मिनल पर अब VT क्या होना चाहिए ध्यान दें कि VT मैं कुछ विशेष चरित्र होना चाहिए तो VT का वेव सेप फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह होगा और यूनिडायरेक्शनल होगा चुंकी वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल है टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि टर्मिनल्स पॉजिटिव हैं इसलिए सिस्टम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइ करेगा और सोर्स की तरह काम करेगा अगर मान लीजिए कि हम sine wave उपयोग कर रहे हैं तब जब sine wave नेगेटिव होगा तब पर भी यहां पॉजिटिव रहेगा और कुछ करंट सर्किट में रहेगा यह करंट बहुत ज्यादा होगा और कुछ ना कुछ नुकसान करेगा इसलिए VT के नेगेटिव होने की अनुशंसा नहीं की जाती इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप यह देखें की VT हमेशा यूनिडायरेक्शनल बना रहे इसलिए वोल्टेज की वैल्यू अब सलूट होनी चाहिए और उसमें sinking current कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए यह एक बहुत ही जरूरी मानक है क्योंकि iT VT से होकर गुजर रही है जोकि टर्मिनल पर लगा हुआ है और वी VT कैपेबल होना चाहिए iT को sink करने के लिए अथवा सर्किट काम नहीं करेगी अगर आप सिर्फ अबसलूट वैल्यू सर्किट का प्रयोग करें जैसे कि रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर अलाउड नहीं करेगा sinking इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वोल्टेज ना सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो बल्कि उसमें sinking current की कैपेबिलिटी भी हो तभी सर्किट काम करेगी और तब oscilloscope मैं आप IV करैक्टेरिस्टिक्स पा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा वोल्टेज सोर्स है तब आप VT वैल्यू को oscilloscope के एक्सटर्नल ट्रिगर पर दे सकते हैं और Rsense पर बोलते नाप सकते हैं और उसको oscilloscope के किसी एक चैनल पर A or B दीजिए तब आप देख सकते हैं XY प्लाट अथवा IV करैक्टेरिस्टिक्स VT सिग्नल का आयाम क्या होगा आप देख सकते हैं कि VT सिग्नल एक sweep की तरह काम कर रहा है इसलिए आयाम मॉड्यूल वोल्टेज के आयाम से संबंधित है अगर मॉड्यूल वोल्टेज VX है तो VT सिग्नल का आयाम वोल्टेज उसी के आसपास का होना चाहिए भले ही वह यूनिडायरेक्शनल हो यह ध्यान देना चाहिए कि VT को प्राप्त करना आसान नहीं है जो दोनों है यूनिडायरेक्शनल और sinking कैपेबल इसलिए इसे मेन वोल्टेज से प्राप्त करना जो कि sinusoidal है तू या तो यह पुल ब्रिज होगा या आप ब्रिज रेक्टिफायर होगा और अगर आप एक रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं तो आप करंट को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे और तब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटेड पावर सोर्स बनाना होगा जोकि ज्यादा कठिन होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कम समय में इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां छोटा सा चेंज करेंगे सर्किट में जिससे कि यह आसानी से प्रयोग में लाया जा सके और आसानी से IV करैक्टेरिस्टिक्स को oscilloscope मैं प्राप्त किया जा सके इसलिए हम यहां सोर्स की जगह एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे जोकि या तो BJT होगा या MOSFET होगा आइए अब हम इसे base रजिस्टेंस के साथ ड्राइव करते हैं और एक रजिस्टेंस base और emitter के बीच बेस चार्ज को रिमूव करने के लिए लगाते हैं जोकि डिवाइस के ऑफ रहने पर काम करेगा और वहां पर एक डायोड लगाते हैं जिससे कि वह केवल एक दिशा में वोल्टेज को पास करें और जिससे कि सिर्फ यूनिडायरेक्शनल वेज ड्राइव और base करंट प्रॉपर डायरेक्शन में रिसीव हो निश्चित तौर पर ट्रांजिस्टर sink करने में सक्षम है और iT करंट इस दिशा में बहेगी अब हमें इस वोल्टेज का पता लगाना है अब इस वोल्टेज को प्राप्त करिए step down ट्रांसफार्मर से इसलिए अब इस ट्रांसफार्मर को बनाइए जो कि step down ट्रांसफार्मर है और इस आउटपुट कनेक्ट करिए ऑटो ट्रांसफार्मर से यह एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इनपुट 230 वोल्ट सप्लाई ग्रिड से जुड़ा हुआ है अब क्योंकि यह 230 वोल्ट से जुड़ा है इसका यह मतलब है की वोल्टेज 0 से 230 तक बदलता रहेगा और हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होगा जोकि step down ट्रांसफार्मर होगा जिसका अनुपात 230 से 18 होगा इसलिए जब यह अपने अधिकतम पर होगा तब हमें 18 वोल्ट मिलेगा और जब यह अपने सबसे निचले पर होगा तब हमें 0 वोल्ट मिलेगा इसलिए हमें जो वोल्टेज मिलेगा वह 0 से 18 तक बदलता रहेगा और यह एक साइन वेव की तरह होगा तो यहां पर डायोड रखने पर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का वेब फॉर्म मिलेगा इसलिए base करंट हाफ वेव रेक्टिफाइड होगी और वह BJT को linear रीजन में ड्राइव करेगी इसलिए जैसे ही बेस ड्राइव बढ़ती जाएगी अपने साइन वेव जैसी प्रकृति के कारण यह BJT सैचुरेशन में चली जाएगी जब रजिस्टेंस कलेक्टर और एमिटर के आर पार 0 हो जाएंगे सैचुरेशन के समय और उस समय वोल्टेज Vcesat होगा तो यहां base current PV पैनल के टर्मिनल के रूप में देखे जाने वाले impedance को नियंत्रित करेगी इसलिए हम कह सकते हैं कि यह BJT एक इलेक्ट्रॉनिक रियोस्टेट की तरह कार्य करेगी तो हम कहते हैं कि BJT के कलेक्टर एमिटर टर्मिनल VT वोल्टेज कहां जाता है और वोल्टेज Vsense Rsense पर होगा हम VT को oscilloscope के एक्सटर्नल ट्रिगर पर देंगे और देखेंगे की किस तरह Vsense को नापा जा रहा है यह एक पॉजिटिव पोटेंशियल है फिर भी Vsense को ऐसे नापा जाता है जैसे कि आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा आप Vsense को चैनल A या B पर दीजिए और फिर बदल दीजिए क्योंकि Vsense नेगेटिव तरीके से मापा जाएगा ऐसा करने पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आप dual channel oscilloscope का प्रयोग कर सकें और उसको एक कॉमन probe पॉइंट बना सकें यह probe का कॉमन पॉइंट को आप या तो यहां या 2 अदर probe के चैनलों पर जुड़ सकते हैं एक यहां और एक दूसरा यहां जिससे आपको differential probe oscilloscop का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यही कारण है कि मैंने यहां नेगेटिव लिया था अब हम यह कह सकते हैं कि यह probe का कॉमन पॉइंट है इसलिए आप probe को यहां प्लस पॉइंट पर और दूसरे प्लस पॉइंट पर और एक्सटर्नल ट्रिगर से कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए अगर आप इसे oscilloscope को देंगे तो यह IV करैक्टेरिस्टिक्स बना देगा oscilloscope पर